Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 40 सिंगल फेज AC सर्किट्स जारी Refer Slide Time 0019 तो जब भी फेजर आरेख ड्रा करेंगें यह rms वैल्यू में होना चाहिए r पीक वैल्यू न लें करें लीडिंग लैगिंग लैगिंग थोड़ी बहुत समझदारी संदर्भ समय 0035 AC सर्किट वैसे भी इस तरह से समझा गया कि सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा तो तो अगला है यह r है एक अभ्यास i1 i2 दोनों विधियों का पता लगाने के लिए दिया जाता है Refer Slide Time 0057 तो अब रेक्टैंगुलर या पोलर फॉर्म में करंट को व्यक्त कर रहे है अब जो कुछ भी ये चीज तो उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए मान लीजिए i1 है 5√ 2 कोण 0 और I और i2 r जिसे कहते है i2 यह लिया गया है जानते है कि r 10 sin ω t 60 o है यह लिया जाएगा तो कोण 60 o और यह एक पीक वैल्यू है इसलिए कब दर्शाया जाता है कब फेजर की भांति दर्शाया जा रहा है यह 10√ 2 होगा यह है यह rms वैल्यू और कोण 60 o है तो अगर यह i1 और i2 को गुणा करते है यह केवल इस चीज के लिए है तो यह 5 10 502 होगा तो 25 और 0oo 60 o तो अंततः यह 60 o देगा और यदि विभाजित करें i1 i2 यह 52 कोण 0 o और 102 कोण 60 o होगा यह 05 कोण 60 o होगा यह कुछ बहुत इसके जैसा है मान लीजिये न्यूमरेटर यदि कोण 1 है और डीनोमिनेटर Refer Slide Time 0156 यदि कोण 2 है तब यह एक कोण 1 2 होगा तो यह कोण इस एक से घटाया जाएगा अगर लिखें कोण न्यूमरेटर में और r जिसे कहते है न्यूमरेटर में Refer Slide Time 0215 अब मान लें यदि यह उदाहरण के लिए दिया गया है मान लें 2 कोण 1 विभाजित 5 कोण 2 तो 25 है 04 कोण 1-2√ इस तरह लिख सकते है Refer Slide Time 0231 अब फिर से आइये इसे साफ करें मान लीजिए 2 कोण 1 5 कोण 2 मान लीजिए यह न्यूमरेटर कोण 1 3 लेकिन अगर यह डीनोमिनेटर है अगर चाहते है तब यह 25 होगा तब यदि इस तरह से लिखा जाए यदि आवश्यकता पड़ें यह 2 1 होगा तो जिस तरह से चाहते है तो इस मामले में क्या यह मामला है क्या यह है 5√ 210√ 2 यह 05 होगा Refer Slide Time 0259 और यह वास्तव में कोण 0 o कोण 60 o न्यूमरेटर 0 o डीनोमिनेटर 60 o वह वास्तव में आ रहा था 0 o 60 o कोण 60 o इसीलिए यह है 60 o तो उम्मीद है कि यह r से है यह r उच्च माध्यमिक गणित कक्षा 11 अध्याय जटिल संख्या में से है तो आइये इसे साफ करें तो एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो इसे हल करेगा यह है एक r न्यूमेरिकल दिया गया है i1i2 और i 3 वहां ज्ञात करना है पुट करेंगें जिसे कहते है KCL i 3 i1 i2 और तदनुसार इसे करेंगें तो जो कुछ भी चीजें दी गयी है यह दिया गया है i1 t दी गयी है यह एक i2 t दी गयी है यह एक ज्ञात करना है जिसे कहते है i 3 उत्तर को ज्ञात करना होगा यहाँ i 3 ज्ञात करें यह दिया गया है i 3 t ज्ञात करें तो उत्तर दिया गया है 50 √ 2 sin ω t Refer Slide Time 0404 अब अगला साइनसोइडल इनपुट के लिए R L C सर्किट की स्टीडी स्टेट प्रतिक्रिया है तो कंसीडर किया जाएगा 11 प्रथम प्राथमिक सर्किट एक विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट मान लीजिए इस मामले में इस मामले में सर्किट विशुद्ध ध्रुवता तात्कालिक है यह ध्रुवता तात्कालिक है और इस मामले में r वोल्टेज स्रोत V Vm sin ω t तो उसमें जिसे कहते है IR और पॉवर लॉस इत्यादि को ज्ञात करना है तो उस मामले में आम तौर पर लिखें माना IRVR क्योंकि यह है वोल्टेज V Vm sin ω t और यह है R यह एक प्रतिरोधक सर्किट है तो यह V Vm sin ω t है तो यह Vm R sin ω t है और यह है r लिख सकते है Im sin ω t और Im वास्तव में Vm R यह करंट की अधिकतम वैल्यू है अब करंट की rms वैल्यू है कि IR वोल्टेज की rms वैल्यू प्रतिरोध तो Vm अधिकतम वैल्यू है तो यह rms वैल्यू है Vm √ 2 तो करंट की rms वैल्यू है r Vm√ 2 विभाजित R वह वास्तव में Im√ 2 क्योंकि Im Vm R तो यहाँ अगर पुट करें ImVmR यह है Im√ 2 यह वही है जिसे कहते है वह करंट अब प्रश्न यह है कि यह है r V Vm sin ω t V Vm sin ωt आइये आइये इसे पुनः साफ करें तब यह आसान हो जाएगा Refer Slide Time 0538 मान लीजिए V Vm sin ω t तो इस मामले में यह निम्न कोण संलग्न है कि यह ω t 0 o है यदि यदि r जिसे कहते है यदि इसे एक फेजर फॉर्म में रखा जाए तो rms वैल्यू लें इसीलिए लिख सकते है माना V है V एरो पुट कर रहे है Vm√ 2 कोण 0 o Vm√ 2 वोल्टेज की rms वैल्यू है इसी प्रकार करंट को भी मिलती है IR Im sin ω t इसका अर्थ है क्या यह करंट IR है यह इस करंट है IR की तरह घूम रहा है तो IR कहीं मैं यहाँ IRIm√ 2 कोण 0 o लिख रहा हूँ क्योंकि यहां भी इससे कोई कोण संलग्न नहीं है दोनों V और I कोण 0 o है इसका अर्थ है वे फेज में है वे फेज में है यही वह जगह है जहाँ यह किया गया है यहां वे फेज में है IR और V दोनों फेज में है Refer Slide Time 0635 तो दोनों कोण 0 तो दोनों फेज में है अब इसका अर्थ है V हम V कोण 0 लिख सकते है तो V परिमाण है क्षमा करें V वोल्टेज का परिमाण है तो V एक कोण 0 मतलब cos0 j sin 0 cos 0 1 है और sin 0 0 इसीलिये V j 0 लिख सकते है इसी तरह करंट के लिए IR कोण 0 तो cos 0 j sin 0 o तो वह IR j 0 1 j 0 बन रहा है तो वोल्टेज के साथ करंट फेज में होगी यह करंट है वोल्टेज में फेज में होगी तो पॉवर आयेगी पॉवर के बाद आयेगी तो आइये इसे साफ करें Refer Slide Time 0719 तो इस मामले में वोल्टेज के साथ करंट फेज में होगी तो और r जिसे कहते है तब AC सर्किट संबंधित है इम्पिडेंस फंक्शन अब सवाल यह है कि इम्पिडेंस फंक्शन को 2 महत्वपूर्ण तथ्य बताने होंगें Vm से Im अथवा V से I का अनुपात इसका अर्थ है यदि AC सर्किट में मूल रूप से इम्पिडेंस के साथ टर्म होगा तो इम्पिडेंस Z होगा इम्पिडेंस Z होगा तो Z बार को पुट करें एक जटिल संख्या या तो Vm Im लिख सकते है यह एक या Vm√ 2 विभाजित Im√ 2 लिख सकते है अर्थात rms वैल्यू वोल्टेज की rms वैल्यू करंट की rms वैल्यू अथवा वोल्टेज की पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू तो यह वास्तव में है जटिल r जिसे कहते है r जटिल संख्या तो अगर Z इम्पिडेंस एक फेजर क्वांटिटी नहीं है मैं बाद में आऊंगा तो यह होगा या तो यह होगी rms वैल्यू वोल्टेज की rms वैल्यू करंट की rms वैल्यू यह परिमाण यह केवल परिमाण है यह कोण है यह केवल एक परिमाण है तो बेहतर है कि अब बार न करें तो यह केवल परिमाण है कोण बाद में देखेंगें तो यह है यह वास्तव में है या तो वोल्टेज की पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू इम्पिडेंस का परिमाण अथवा वोल्टेज की rms वैल्यू अथवा करंट की rms वैल्यू यह वही है जिसे यहाँ कहा गया है तो तो के मामले में यह हो सकता है जिसे कहते है प्रतिरोधक सर्किट प्रतिरोधक सर्किट के मामले में यह एक वास्तव में केवल R है वहां यह इम्पिडेंस नहीं है वास्तव में एक जटिल क्वांटिटी है Refer Slide Time 0851 लेकिन R के मामले में यह है यह केवल R है तो Z हम R j 0 लिख सकते है तो वहाँ X नहीं है रीएक्टेन्स भाग बाद में देखेंगें तो वहाँ X नहीं है तो Z यहाँ Z R j 0 बना सकते है हम Z कोण 0 लिख सकते है क्योंकि जिसे कहते है यह r 0 है और यह R है तो यह जटिल संख्या है यह एक जटिल संख्या है तो आमतौर पर जानते है कि अगर a j b जटिल संख्या है तो यह कोण tan इनवर्स b a यह जानते है तो उस मामले में उस मामले में यदि इसे R r 0j 0 बनाया जाता है इसका अर्थ है a R और b 0 तो यह 0 R होगा तो0 इसीलिये कोण 0 है इसीलिये Z यह Z परिमाण है और Z मूल रूप से R केवल प्रतिरोध तो यह r है और यह कोई एरो नहीं दर्शाता है जब भी इससे गुजरेंगें द्वारा लेखन त्रुटि को जानते है मैं करूंगा हर जगह सुधार करने का प्रयास करूंगा एरो पुट मत करो कि यह एक फेजर क्वांटिटी नहीं है यह सिर्फ जटिल संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए है Z बार पुट करें यह फेजर क्वांटिटी नहीं है यदि वोल्टेज और करंट दोनों फेजर क्वांटिटी है लेकिन Z एक इम्पिडेंस नहीं है तो यह फेजर क्वांटिटी नहीं है Refer Slide Time 1024 तो अगला है यह नोटेशन है यह नोटेशन है अब अगला जो कि यहाँ उदाहरण लिखा है Z कोण तो सब कुछ लिखा है अब अगला पॉवर है एक विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट के लिए इम्पिडेंस यहां यह केवल बार होगा कोई एरो नहीं कई जगह यह है वहां यह लेखन त्रुटि है इसलिए कृपया मैं इसे ठीक कर रहा हूं तो यह वास्तव में R कोण 0 है मैंने जो कुछ भी बताया Z R R कोण 0 अब तात्कालिक पॉवर क्योंकि AC सर्किट यह टिबेरिंग है तो तात्कालिक पॉवर p v I तो v Vm sin ω t और I Im sin ω t तो अगर इसे गुणा करें तो यह होगा VmIm sin 2ω t यह है बात या p वह cos 2 1 2 sin 2 इसीलिए sin 21 cos22 तो यहाँ यह 1 cos 2 ω t2 है तो अगर करते है तो यह VmIm2 VmIm2 cos 2 ω t बन जाएगा यह जानते है तो एक बार यदि किया जाता है तब तो औसत पॉवर लेते है p 1 T 0 से T जिसे कहते है p dt औसत पॉवर तो अगर औसत पॉवर लेते है तो यह एक है यह वास्तव में है यह 2 यदि प्लॉट को देखें तो यह एक कांस्टेंट टर्म VmIm 2 है तो यह VmIm 2 रेखा है यह VmIm 2 रेखा है यह दिखाया गया है और एक दूसरा टर्म है डबल फ्रीक्वेंसी VmIm 2 cos 2 ωt तो यह एक है VmIm 2 cos 2 ωt अब जब एक साथ प्लॉट करते है अगर एक साथ प्लॉट करते है तो यह मोटी रेखा यह मोटी रेखा यह एक r p है यह p प्लॉट है इसलिए जब कुल समय अंतराल पर r को एकीकृत करने का प्रयास करते है औसत पॉवर तो p r 1T 0 से T rVmIm2 VmIm2 cos2ω t dt यदि केवल इसे एकीकृत किया जाता है प्राप्त होगा यह है V I V rms वैल्यू है और I rms वैल्यू है वोल्टेज की और I करंट की rms वैल्यू है यदि इसे उस संबंध का उपयोग करके एकीकृत किया जाए ω2πT यह संबंध प्राप्त होगा V I और यह Vm√ 2 है अर्थात V और I Im√ 2 इसका अर्थ है V Vm√ 2 V rms वैल्यू है और I Im√ 2 अर्थात rms वैल्यू Refer Slide Time 1244 तो मूल रूप से यह है एक v i क्योंकि विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट तो यह पॉवर v i है और उत्पादित ऊर्जा है परिवर्तित गर्मी और डिसिपिएट होती है जो भी ऊर्जा उत्पादित होगी वह प्रतिरोधक में डिसिपिएट हो जाएगी क्योंकि एक विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट है तो यह r v i है तो AC सप्लाई के साथ प्रतिरोधक सर्किट के लिए V Vm sin ω t पॉवर V p v i लेकिन इस मामले में V को वोल्टेज की rms वैल्यू होना चाहिए और I को करंट की rms वैल्यू होना चाहिए Refer Slide Time 1327 अगला वह है अगला एक विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत समझ यहाँ करना है मेरा अर्थ है वास्तव में मैंने जो किया है यह ti पर पहले एक एकल तत्व लिया है इस प्रकार कि जो हमारी अवधारणा को देखने की कोशिश करेगा कि यह कैसा है तो अगला विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट है विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट तो इस मामले में वहां तात्कालिक ध्रुवीयता होगी मुझसे यह छूट गया है यह है माना यह इन्डक्टिव सर्किट है यह L है वहां कोई अन्य तत्व नहीं है और इस के माध्यम से बहने वाली करंट iL है और तत्काल यह और ध्रुवीयता तात्कालिक ध्रुवीयता है तो उस मामले में जानते है कि V L d iLdt बराबर है और V यह दिया गया है V Vm sin ω t तो L d iLdtVm sin ωt इसीलिए d iL VmL sin ω t dt के बराबर है यदि एकीकृत करते है अगर एकीकृत करें iL Vmω L cosω t मिलेगा इसलिए स्टीडी स्टेट सलूशन में यह एकीकरण का कांस्टेंट 0 है क्योंकि यह X अक्ष के अबाउट सममित है तो वहाँ कोई एकीकरण का कांस्टेंट नहीं है तो यह सरल रूप में iL Vmω L cosω t है तो यह 1 iL Vmω L cosω t Vmω L sin ω t 90 o लिख सकते है तो आइये इसे साफ करें तो यह एक यह cosω t जानते है कि यह यह एक लिख सकते है Vm ω L cosω t 90 o ω t लिख सकते है और यह - है वहां जब यह sin टर्म जाता है और जब अंदर जाता है यह ω t 90 o होगा इसीलिए iLVmω L sin ω t 90 o तो यह एक इसका अर्थ है यह एक इसे Imsin ω t 90 o लिखा जा सकता है इसका अर्थ है यह Im वास्तव में Vmω L ImVmωL है Refer Slide Time 1544 तो आइये इसे साफ करें तो इस मामले में इस मामले में r यह वोल्टेज V Vm sin ω t है तो आइये इसे यहाँ लिखें V Vm क्यूब क्षमा करें V Vm sin ωt उससे कोई कोण संलग्न नहीं है अगर इस चीज में पुट किया जाए V VV rms वैल्यू है अर्थात Vm√ 2 और यह कोण 0 o होना चाहिए माना और V rms वैल्यू है यह Vm√ 2 होगी इसी प्रकार यहाँ करंट Im sin ω t 90 o Refer Slide Time 1628 तो यह iL है इसे लिखा जा सकता है इसे लिखा जा सकता है जैसे कहते है iL यह फेजर क्वांटिटी है माना iL कोण 90 o यह कोण है 90 o बस जरा रूकिये आइये यहां लिखे यह iLयह iL है यह फेजर क्वांटिटी है अगर लिखें यह rms वैल्यू कोण है 90 o और iL यह Im√ 2 है इसका अर्थ है यह है 90 o Refer Slide Time 1649 इसका अर्थ है आइये इसे साफ करें इसका अर्थ है यहाँ से यह आरेख मैं बाद में आऊंगा इसका अर्थ है यह वोल्टेज है यह वोल्टेज फेसर है अर्थात V कोण 0 और करंट मैंने बताया यह यहां होगी इसे यहाँ लिखा गया है iL 90 o तो विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट से करंट वोल्टेज से लैग करती है 90 o और यहां यह एरो नहीं होना चाहिए यह एरो नहीं होना चाहिए इसे सिर्फ Z बार जटिल संख्या होना चाहिए अब इसका अर्थ है यदि ऐसा दिखता है उदाहरण के लिए यदि यदि ऐसा दिखता है v r V rms वैल्यू माना कोण 0o और I I iL कोण 90 o तो यह r है यह चीज तब Z वास्तव में Z वास्तव में V एरो विभाजित r I एरो है अर्थात जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है यह है पुट कर रहे है Z L तो पुट करें Z L V और यह चीज यदि करें तो और जानते है कि V जिसे V कोण 0 कहते है और I जानते है यह rms है यह है जिसे कहते है यह वैल्यू है तो I यह iL r V rVm यह rms वैल्यू है अर्थात Vm√ 2 और यह एक भी यह कोण है 90 o इसका अर्थ है यह है मैं बना सकता हूँ जरा रूकिये आइये इसे साफ करें आइये साफ करें नहीं तो भद्दा बन रहा है बस बन रहा है Refer Slide Time 1818 तो V एरो विभाजित I एरो अर्थात Z L I लिख सकते है कि V rms यह V विभाजित iL कोण 90 o है यह iL कोण 90 o है तो V Vm√ 2 और iL अर्थात rms वैल्यू Im√ 2 इसका अर्थ है Vmr √2 तब यह √ 2 है तब ω L यह वास्तव में ω L कोण 90 o तो यह ω L कोण 90 o है इसका अर्थ है Z बार ω L कोण 90 o होगा तो यहाँ बनाया गया है अर्थात यह है बार भी पुट करें तो V संदर्भ समय 1921 ω L कोण 90 o थोड़ा बहुत करते है शुरूवात में थोड़ा बहुत अभ्यास आवश्यक है इसलिए वहां कहीं भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए जहां भी Z बार मैंने लिखा है वह है गलती से जटिल संख्या को दर्शाने के लिए बस बार लगाएं क्योंकि Z नहीं है में जिसे कहते है फेजर क्वांटिटी तो यह साधारणतः जटिल संख्या है वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग संदर्भ समय 1935 बाद में देखते है तो यह वास्तव में ω L 90 o है इसका अर्थ है इन्डक्टिव सर्किट के लिए तब आइये इसे साफ करें Refer Slide Time 1945 तो इन्डक्टिव सर्किट के लिए r जिसे कहते है यह r Z L है इसका अर्थ है Z L r L ω कभी कभी X L अर्थात r का रीएक्टेन्स जिसे कहते है सर्किट का केवल रीएक्टेन्ट तो इन्डक्टिव रीएक्टेन्ट L ω और ω 2πf इसीलिए X L 2πf L बाद में न्यूमेरिकल यह जानेगें तो यह वास्तव में r है जिसे कहते है उपरोक्त इम्पिडेंस का परिमाण है ω L को इन्डक्टिव रीएक्टेन्स कहा जाता हैI को दर्शाया जाता है X L L ω2πf L सब कुछ वहाँ लिखा है यहाँ नोट्स वास्तव में थोड़े बहुत भद्दे है क्योंकि यहाँ बहुत पास पास से लिखा गया है लेकिन जब भी इसे पढ़ें अगर कुछ है बस इसे जूम करें बस इतना ही तो अगला यह है कि इसका अर्थ है अगर यह देखें पॉवर आ जाएगी अब यदि यह देखें कि यह है यह डैश रेखा वोल्टेज है यह वोल्टेज वेवफॉर्म है क्योंकि V Vm sin ω t के बराबर है तो से शुरु यह 0 से शुरू होती है और I के मामले में यह लैगिंग 90 o इसीलिए I यहां से शुरू हो रही है I यहां से शुरू हो रही है यह I है लैगिंग 90 o और यह I sin ω t 90 o की अभिव्यक्ति है जब ω t 0 है Imsin 90 o तो Im तो यह यहाँ से शुरू हो रहा है यह r Im है I यहां से शुरू हो रहा है Refer Slide Time 2119 तो अगली पॉवर है यहां पॉवर ग्राफ है वहां पहले आयेंगें अब यहाँ आयें तो इसका अर्थ है एक विशुद्ध में जो मैंने बताया था विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट करंट वोल्टेज के पीछे लैग करती है 90 o यह दिखाता है इसे फेजर आरेख से प्राप्त किया तात्कालिक पॉवर तात्कालिक पॉवर p v i एक इन्डक्टिव सर्किट में V Vm sin ω t है और T Im sin ω t 90 o मिलेगा इसका अर्थ है VmIm और अगर यह होगा sin ω t cosω t क्योंकि यह r sin ω t 90 o है sin को बाहर लें यह वहाँ होगा तो यह होगा sin 90 o ω t तो वह cosω t है इसीलिए sin ω t cosω t तो यह न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर का गुणन कर रहा था 2 तो यह होगा VmIm2 2 sin ω t cosω t अर्थात 2 sin cos अर्थात sin 2 इसीलिए यह लिखा गया है VmIm 2 sin 2 ω t यह p v i है अब औसत पॉवर औसत पॉवर 1 से T यदि तब यह 0 बन जाएगा इसे पुट करें और इसे एकीकृत करें इस संबंध का हमेशा उपयोग करें ω 2π T यह संबंध हमेशा उपयोग किया जाता है इसलिए अगर इंडक्टिव सर्किट के लिए औसत पॉवर बनाते है 1T 0 से T p dt इसे 0 मिलेगा क्योंकि यहाँ कोई प्रतिरोधक नहीं है तो वहां विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट में में पॉवर का कोई सवाल नहीं है इसलिए आइये इसे मिटा दें तो अब उस मामले में यदि वह पॉवर देखें यह है इस पर है डबल फ्रीक्वेंसी पर है तो अगर उसे देखें वह r पॉवर भिन्नता है डबल फ्रीक्वेंसी 2 ω की यह 2 ω है क्योंकि यह 2 ω है औसत पॉवर अवशोषित 0 इसका अर्थ है तात्पर्य है कि इन्डक्टिव तत्व एप्लाइड वोल्टेज की एक साइकिल के 1 क्वार्टर के दौरान स्रोतों से ऊर्जा r प्राप्त करता है और अगले क्वार्टर के दौरान जिसे कहते है एक साइकिल का क्वार्टर ड्राइविंग स्रोतों से ऊर्जा r की बिल्कुल समान राशि वापस कर देता है यह एक डबल फ्रीक्वेंसी है तो आइये इसे साफ करते है इस आरेख पर आयें अब अगर इस आरेख पर आयें यह r पॉवर अभिव्यक्ति है यह है मोटी रेखा है r पॉवर अभिव्यक्ति यह मोटी रेखा पॉवर अभिव्यक्ति है Refer Slide Time 2345 तो यदि यह 0 है यह T 4 होगा यह T 2 है यह 3 T 4 है और यह T है मेरा अर्थ है इसका अर्थ है यदि यह है यदि इस एक को ले लें यह 0 है यह है जिसे π2 कहते है यह π है यह r 3π 2 है और यह r 2π है तो अगर देखें कि कि कि यह करंट या वोल्टेज यह वास्तव में r में 0 और π के बीच हाफ साइकिल की गणना कर रहा है आइये इसे साफ करें के लिए Refer Slide Time 2416 मान लीजिए यह 0 है यह π है और यह संदर्भ समय 2422 यह 2π है इसलिए यदि देखें और इस पॉइंट को देखें यह r है जिसे π 2 कहते है इसलिए जहाँ तक करंट या वोल्टेज जो भी हो यह लेता है उदाहरण के लिए वोल्टेज यह π में हाफ साइकिल को पूरा कर रहा है 0 से π तक जहाँ तक यह पॉवर वास्तव में यह पूरा कर रही है में जिसे कहते है एक पूर्ण साइकिल में जिसे कहते है π में क्योंकि आवृत्ति है 2 ω डबल फ्रीक्वेंसी इसका अर्थ है क्या में इसका अर्थ है यह हर एक है एक क्वार्टर r जिसे कहते है r क्वार्टर साइकिल तो यह प्रत्येक भाग यह ऊर्जा प्राप्त कर रहा है एक दूसरी साइकिल एक दूसरा क्वार्टर यह है जिसे कहते है वापस भेज रहे है यह r है जिसे कहते है स्त्रोतों को वापस देना तो 1 1 क्वार्टर साइकिल यह एक दूसरी क्वार्टर साइकिल को अवशोषित करेगा यह वापस हो जाएगा Refer Slide Time 2506 तो आइये इसे साफ करें तो यह वही है जिसे मैंने यहाँ लिखा है यहाँ क्या लिखा गया है कि औसत पॉवर अवशोषित 0 जो कि यहाँ दी गई है कृपया इस एकीकरण को करें यह साधारण बात है तात्पर्य यह है कि इन्डक्टिव तत्व एक साइकिल के 1 क्वार्टर के दौरान स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है मैंने वह बताया था क्योंकि 0 से π में यह 1 साइकिल पूरा कर रहा है तो इसका अर्थ है 2 में 2π में यह 2 साइकिल पूरा कर रहा है क्योंकि यह एक डबल फ्रीक्वेंसी है तो इसीलिए यह एप्लाइड वोल्टेज की एक साइकिल के 1 क्वार्टर के दौरान स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और साइकिल के अगले 1 क्वार्टर के दौरान ड्राइविंग स्रोत को ऊर्जा की ठीक उतनी ही मात्रा वापस कर देता है और मात्रा और ऊर्जा की मात्रा इस सर्किट को प्रदान की जाती है इस दौरान Refer Slide Time 2557 तो क्या इसका एकीकरण लेंगें क्या T 4 T 4 से T 2 लेंगें क्यों अगर इस पर आते है अगर इस पर आते है यह है अगर इसे 0 लेते है तो यह पॉइंट T 4 है और यह पॉइंट T 2 है और यह 3 T 4 है और यह T है T यदि इस तरह से लिया जाए T 2π तो यह है इसका अर्थ है T4 से T2 तक एकीकृत करना होता है Refer Slide Time 2621 इसीलिए यदि ऐसा है तो यदि ऐसा है तो T 4 से T 2 तक और यह है VmIm2 sin 2 ω t dt अगर एकीकृत करें और सरल करें इस संबंध ω2π2 का उपयोग करें यह होगा बस आधा L Im2 इसका अर्थ है आधा L यह Im2 लिख सकते है L Im√ 2 2 इसका अर्थ है L IRms2 तो जो कुछ भी जानते है कि एक AC सर्किट में जानते है कि संग्रहीत ऊर्जा आधा L Im2 है तो अगर कोई कहे कि आधा L I2 का अर्थ है यह R m पीक वैल्यू है न कि rms वैल्यू यदि rms वैल्यू लें तो यह L IRms2 होगी इसीलिए यह आधा L Im2 है Refer Slide Time 2721 इसी प्रकार इसी प्रकार विशुद्ध कैपेसिटिव सर्किट विशुद्ध कैपेसिटिव समान फिलोसफी अप्लाई की जायेगी समान फिलोसफी इंडक्टर की तरह अनुसरण करें सिर्फ वह विपरीत होगा तो इस मामले में विशुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के मामले में जानते है DC सर्किट विश्लेषण से q C V देखा है तो V q C V Vm sin ω t समान चीज ले ली है और वहां तात्कालिक ध्रुवीयता है और इसका अर्थ है यदि ले इसका अर्थ है ICdqdt जानते है कि इसीलिए यह एक Vmω C cosωt होना चाहिए यह है जिसे कहते है यदि इस एक का डेरीवेटिव लेने के लिए कि i dq dt तो यह Vm r ω C cosω t होगा तो लिख सकते है sin 90 ocos इसीलिए इसे लिख सकते है 1 VmICVm1ω C sin ω t 90 o इसका अर्थ है V V Vm sin ωt इसका अर्थ है rms वैल्यू Vm√ 2 है अर्थात V Vm√ 2 है इसका अर्थ है फेजर नोटेशन यह V कोण 0o होगा इसका अर्थ है यह एक लिख सकते है इसी तरह करंट के लिए Im sin ω t प्राप्त हुआ तो यह करंट नोटेशन में यह एक माना IC लिख रहे है यह करंट है IC IC लिख रहे है तो IC हम IC कोण 90 o लिख सकते है क्योंकि यह ω t 90 o आ रहा है इसीलिए वह IC वास्तव में के बराबर है जिसे कहते है IC कहीं यहाँ मैं यहां लिख रहा हूं कि ICIm√ 2 क्योंकि यह rms वैल्यू है जब भी फेज वैल्यू लिखें कि यह rms वैल्यू है तो ICIm√ 2 और यह ImIm दिया गया है VmVm1ωC Refer Slide Time 2922 तो इसी तरह से आगें बढें वह प्राप्त करेंगें जिसे कहते है r Z मिलेगा इसी प्रकार जिस तरह से जिस तरह से मैंने उल्लेख किया है तो इस मामले में यदि V ड्रा करें वास्तव में मैंने बताया V V कोण तब 0 o और IC r IC कोण 90 o तो इस मामले में करंट 90 o है और यह 0o है तो यह संदर्भ फेजर V है और यह I है तो विशुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के लिएI V को लीड कर रही है 90 o या दूसरे तरीके से V IC से अलग होता है 90 o तो यह फेजर आरेख है और इसी तरह से अगर इसी तरह से चलते है अगर चलते है देखेंगें कि इस मामले में r Z C वास्तव में ω C9 कोण 90 o है जिस तरह से मैंने इन्डक्टिव सर्किट के लिए किया है उसी तरह से इसे करें प्राप्त होगा इसका अर्थ है यह है Z C परिमाण वह कैपेसिटिव रीएक्टेन्स 1ω C और यह है कोण r है जिसे कहते है 90 o तो बार पुट करें इसका अर्थ है यह वास्तव में 0 है यह वास्तव में है 0 के बारे में भूल जाएँ यह वास्तव में jω C है माना cos 90 o j कोण कोण Refer Slide Time 3039 आइये इसे साफ करें कोण 90 o cos 90 o j sin 90 o j और गुणा किया यह ω C तो यह होगा jω C तो है 1ω C कोण 90 o j ω C यह j j ω C है तो यह वास्तव में परिमाण है वास्तव में ω है C है को कैपेसिटिव रीएक्टेन्स कहा जाता है Refer Slide Time 3113 तो यह ω C है वास्तव में कहा जाता है कि जिसे कहते है कि कि कैपेसिटिव रीएक्टेन्स और X 1ω C और ω2πf के रूप में दर्शाया जाता है तो 12πf C तो विशुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज को लीड करती है 90 o मैंने दिखाया और पॉवर और ऊर्जा तो बस आइये इसे साफ करें तो एक विशुद्ध कैपेसिटिव में पॉवर और ऊर्जा r जो उसे कहते है में r तात्कालिक पॉवर पूर्व की भांति p v i यदि Vm sin ω t ImIm sin ω t 90 o बनाते है और यदि इस एक को सरल करते है यह एक इसे बनाते है यह होगा VmIm sin ω t क्योंकि sin 90 oω t cosω t गुणन न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर 2 तो यह होगा 2 sin cos तो sin ω t cosω t 2 है तो sin 2 ω t और अगर लेते है पॉवर P 1 T 0 से T p dt औसत पॉवर अगर लेते है यह 0 हो जायेगी तो पॉवर भिन्नता फिर से डबल फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यह है वास्तव में डबल फ्रीक्वेंसी 2 ω और 0 क्योंकि वहाँ कोई प्रतिरोधक नहीं है तो जहां पॉवर होगी वहां पॉवर नहीं होगी तो औसत पॉवर 0 होगी लेकिन अगर यहां भी लें तो संधारित्र साइकिल के पहले क्वार्टर के दौरान स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और साइकिल के दूसरे क्वार्टर के दौरान उतनी ही राशि पर लौटा देता है उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए यह जिसे कहते है यह फेजर यह आरेख यह है पॉवर यह है वोल्टेज करंट यहाँ में करंट के मामले में लीड कर रहा है इसीलिए जब यह है यह r Im है यह है r अधिकतम पर यदि करंट Refer Slide Time 3256 और करंट लीड कर रही है 90 है क्योंकि वोल्टेज की अपेक्षा तेज पहुँच रही है तो करंट लीडिंग है 90 o यह है IC जिसे कहते है पीक वैल्यू Im अर्थात Vm1ω C और पॉवर है वह डबल फ्रिक्वेंसी तो अगर यह 0 है यह T4 है तब T2 और इसी तरह क्रमशः तो समान फिलोसफी तो करंट में जिसे कहते है 2π में यह एक साइकिल बना देगा लेकिन 2 π में पॉवर 2 साइकल्स बनाएगी यह 2 साइकल्स पूरा करेगी तो इस मामले में यदि यह करते है 0 से T 4 तक केवल क्वार्टर साइकिल 0 से 2 r जिसे कहते है 4 VmIm2 sin 2 ω t dt यदि इसे एकीकृत करते है तो यह आधा C Vm2 हो जाएगा संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा को जानते है जैसा कि DC आधा C V22 में अध्ययन किया गया है Refer Slide Time 3353 यह आधा C Vm2 बन रहा है इसका अर्थ है आधा C Vm2 इसका अर्थ है इस एक को C Vm√ 2 2 लिखा जा सकता है इसका अर्थ है C v rms2 इसका अर्थ है AC सर्किट में जब भी r C V के बारे में बात की जाती है C V 2 का अर्थ है r V पीक वैल्यू है या उसे C V rms2 बनाना है अर्थात AC सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में संग्रहीत ऊर्जा तो यह एक विशुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है तो जो सीखा है कि विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट के लिए अवशोषित पॉवर है देखा है कि v I है में एक विशुद्ध इन्डक्टिव सर्किट के मामले में अवशोषित पॉवर 0 है औसत अवशोषित पॉवर 0 है इसी तरह कैपेसिटिव सर्किट के लिए लेकिन विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में ऊर्जा यह होगी आधा L Im2 और कैपेसिटिव के लिए 1 यह आधा C Vm2 होगी यह एकीकरण बहुत सरल है स्वयं कर सकते है Refer Slide Time 3453 लेकिन समस्त समय की आवश्यकता है उपयोग करने के लिए यह संबंध ω2πT क्षमा करें • Glossary English Word Hindi Word Meaning about अबाउट के बारे में applied एप्लाइड लागू किया गया arrow एरो तीर का निशान bar बार बार capacitive कैपेसिटिव संधारित्र consider कंसीडर विचार करना constant term कांस्टेंट टर्म सतत पद cube क्यूब घन current करंट धारा cycle साइकिल चक्र cycles साइकल्स चक्रों dash डैश छापे का चिह्न denominator डीनोमिनेटर भाजक derivative डेरीवेटिव यौगिक dissipate डिसिपिएट फैलना double frequency डबल फ्रीक्वेंसी दोगुनी आवृत्ति draw ड्रा खींचना driving ड्राइविंग चालन करना form फॉर्म रूप half cycle हाफ साइकिल आधा चक्र impedance function इम्पिडेंस फंक्शन प्रतिबाधा फंक्शन inductive इन्डक्टिव प्रेरणिक inductor इंडक्टर प्रेरित्र inverse इनवर्स प्रतिलोम lag लैग पीछे रह जाना lagging लैगिंग धीरे पहुँचने वाला lead लीड अग्रणी leading लीडिंग शीघ्र पहुँचने वाला notes नोट्स नोट्सटिप्पणियाँ numerator न्यूमरेटर अंश गणक numerical न्यूमेरिकल संख्यात्मक peak पीक शिखर phase फेज चरण phasor फेजर फेजर philosophy फिलोसफी तत्वज्ञान plot प्लॉट खींचना point पॉइंट बिंदु polar form पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप power graph पॉवर ग्राफ शक्ति लेखाचित्र power loss पॉवर लॉस शक्ति हानि put पुट रखना quantity क्वांटिटी मात्रा quarter क्वार्टर तिमाही Reactance रीएक्टेन्स रीएक्टेन्स reactant रीएक्टेन्ट अभिकारक rectangular रेक्टैंगुलर आयताकार Single Phase AC Circuits सिंगल फेज AC सर्किट्स एकल चरण AC परिपथ sinusoidal input साइनसोइडल इनपुट साइनसोइडल निविष्ट steady state स्टीडी स्टेट स्थिर स्थिति steady state solution स्टीडी स्टेट सलूशन स्थिर स्थिति समाधान supply सप्लाई आपूर्ति tibearing टिबेरिंग टिबेरिंग value वैल्यू मूल्य voltage वोल्टेज वोल्टेज waveform वेवफॉर्म तरंग zoom जूम बड़ा करना